नमस्कार तो 7 वें सप्ताह के लिए हमारे समापन विषय सेवा वसूली सेवा शिकायत और सेवा वसूली से होंगे जिसकी हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी हम अपने अंतिम उद्देश्य तक कैसे पहुँचे कि हम इस सप्ताह के दौरान बात कर रहे हैं ग्राहक सिफारिश के माध्यम से ग्राहक निष्ठा जैसा कि हम इस पिरामिड पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आपके पास सेवा की गुणवत्ता होनी चाहिए और सेवा की गुणवत्ता स्वचालित रूप से ग्राहकों की संतुष्टि के लिए नहीं होगी आपको ग्राहक संतुष्टि तक पहुंचने के लिए एक प्रबंधन प्रक्रिया करनी होगी और उस में इसका एक हिस्सा सेवा पुनर्प्राप्ति रणनीति है और यदि आपके पास ग्राहक संतुष्टि अच्छी सेवा वसूली रणनीति है तो आप ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम हैं और जो ग्राहक सिफारिश तक पहुँचने के लिए अंततः मार्ग है और हम आज इस यात्रा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं आइए हम इसे एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र के माध्यम से देखें जिसे हम 1990 से जानते हैं और यह हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित हुआ था और यह शोध बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्रेडिट कार्ड औद्योगिक कपड़े धोने औद्योगिक वितरण ऑटो सर्विसिंग जैसी सेवाओं के लिए वर्ष दर वर्ष ग्राहक का आजीवन मूल्य कैसे लगभग बहुत तेजी से बढ़ता है इसलिए यह केवल वृद्धिशील लाभ नहीं है जो आपको ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध से मिलता है बल्कि आपको कई बहु स्तरीय लाभ मिलते हैं उदाहरण के लिए जैसा कि आप इस चित्र में यहाँ देख सकते हैं यह भी उसी शोध पत्र से पुनर्प्रकाशित है कि यह एक वर्ष है जहां यदि आपने सब कुछ कुशलता पूर्वक किया है तो आपके पास कुछ एक छोटे आधिक्यसे कुछ अधिक होगा अब जैसा कि यह आगे बढ़ता है ऐसा नहीं है कि केवल हर साल आपको आधार लाभ के साथ यह आधार लाभ मिलता है लेकिन फिर आपके पास यह ढेर सारे लाभ हैं ढेर सारे लाभ बढ़े हुए उपयोग से लाभ है मोबाइल सेवा से संतुष्ट ग्राहक क्रेडिट कार्ड सेवा से संतुष्ट ग्राहक सेवा का अधिक उपयोग करते हैं और इसलिए आपको कुछ वृद्धिशील राजस्व प्राप्त होता है फिर जाहिर है जैसा कि आप ग्राहक को जानते हैं और ग्राहक आपको जानता है और प्रत्येक पक्षकार एक दूसरे पर अधिक विश्वास विकसित करता है तो इस अतिरिक्त राजस्व के आने के कारण आपको दोगुना लाभ होता है क्योंकि आपकी परिचालन लागत भी कम हो जाती है और हम यह भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपके पास अब ग्राहक अधिग्रहण लागत नहीं है जिसका भुगतान पहले से ही कर दिया गया है जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं लेकिन अब आप भी संदर्भों से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं ग्राहक आपकी सिफारिश करने वाला बन जाता है इसलिए परामर्श राजस्व स्रोत हैं तो ग्राहक आपकी क्रेडिट कार्ड सेवा की सिफारिश दूसरों को करते हैं और ग्राहक जानता है कि आपके पास किस प्रकार की क्रेडिट जांच प्रणाली है किस तरह के लोग योग्य होंगे और इसलिए सही प्रकार के संदर्भ देता है और आप वास्तव में इसे और सुदृढ़ कर सकते हैं कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसा करती हैं कि यदि आपके द्वारा दिए गए संदर्भ को अंततः क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है तो आपको कुछ पॉइंट रिवार्ड पॉइंट आदि दिए जाते हैं इसलिए आप इन संदर्भों को सेवा संगठन के साथ साथ सेवा ग्राहक के लिए भी फायदेमंद बना सकते हैं और फिर निश्चित रूप से एक सेवा ग्राहक जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वह उच्च स्तर की सेवा के लिए अधिक संशोधन करेगा तो एक गोल्ड क्रेडिट कार्ड ग्राहक कुछ इनाम अंकों के प्रोत्साहन के साथ प्लेटिनम स्तर पर जाने के लिए सहमत हो सकता है और इसलिए आपको अतिरिक्त अर्जन प्राप्त करने में योगदान दे सकता है तो मूल्य प्रीमियम से लाभ संदर्भ से लाभ कम परिचालन लागत से लाभ बढ़े हुए उपयोग से लाभ यह सभी वर्ष दर वर्ष लाभों में वृद्धि के आधार हैं इसलिए यही कारण है कि ग्राहक हमेशा समय के साथ अधिक से अधिक लाभदायक परिस्थिति में पहुंच जाते हैं और यही कारण है कि आज सभी सबसे अधिक व्यवसायों में है क्योंकि जैसा कि हमने आज इस सप्ताह की शुरुआत में सेवा व्यवसाय की अत्यधिक हाइपर प्रतिस्पर्धी दुनिया में चर्चा की एक नए ग्राहक के अधिग्रहण की लागत उच्च और उच्चतर होती जा रही है इसलिए जितना अधिक आप अधिग्रहण करने के बजाय प्रतिधारण करने पर जोर देते हैं उतने ही आप परिचालन के साथ साथ वित्तीय रूप से भी बेहतर होंगे लाभों जैसा कि हमने चर्चा की है कम परिचालन लागत क्रय में वृद्धि अन्य ग्राहकों के लिए रेफरल मूल्य प्रीमियम इत्यादि के कारण ग्राहक लाभदायक हो जाते हैं इस स्लाइड और आगे आने वाली अन्य स्लाइड में इन्हीं बिंदुओं पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई है अब निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा कि सभी जगह आपको दोहराने वाले ग्राहक मिले जैसे कि यदि आपकी कोई स्वास्थ्य सुविधा हैं और आपने हृदय रोगी के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार किया है तो आप वास्तव में उससे दोहराए जाने वाले व्यवसाय की तलाश नहीं करेंगे क्योंकि यह न तो नैतिक है न ही वांछनीय न हीं व्यावहारिक है और कुछ प्रकार के दोहराए जाने वाले ग्राहक दीर्घकालिक संबंध हैं और यह काफी महंगा हो सकता है और इसलिए ऐसे मामलों में यातायात में चलना भी काफी महत्वपूर्ण होगा यह कुछ स्वास्थ्य देखभाल मामलों में सच है यह कुछ बहुत ही उच्च मूल्य विशेष सेवाओं में सच है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप कुछ उच्च मूल्यों वाली सेवाओं में हैं तो दीर्घकालिक ग्राहक आपसे मूल्य में छूट की अपेक्षा करेंगे और इसलिए यह व्यापार के लिहाज से सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है लेकिन मैं कहूंगा कि यह विशेष रूप से ये अपवाद हैं और हम आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सेवा व्यवसायों में इस अपवाद को अनदेखा कर सकते हैं और इस आरेख पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ग्राहक जितने अधिक समय तक आपके साथ रहता है उनसे आपका रिश्ता उतना ही अच्छा हो जाता है और साथ ही आपके अवसर बेहतर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकों की सिफारिश प्राप्त करने तथा उनसे संबंध विकसित करने का यह एक अच्छा मार्ग है अतः एक ग्राहक के मूल्य का ग्राहक के लाभ पर प्रभाव हो सकता है जो कि एक उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर भिन्न हो सकता है और उदाहरण के लिए प्रारंभिक चरण में एक दोहराने वाला ग्राहक संतृप्ति चरण की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है जहां आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कम मूल्य वाले ग्राहक इतने अधिक लाभदायक नहीं हो सकते हैं इन पर हम अभी चर्चा करेंगे इस स्तर पर मैं इस ओर इशारा करना चाहूंगा कि छोटी कंपनियों के लिए पुरानी कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप्स के लिए यह रिश्ता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए उन रिश्तों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो आप उत्पाद जीवन चक्र सेवा जीवन चक्र के प्रारंभिक चरण में विकसित करते हैं ग्राहक की इक्विटी को मापना या जिसे हम प्रत्येक ग्राहक का जीवन पर्यंत मूल्य कहते हैं हम मूल रूप से यह अधिग्रहण राजस्व मैं से लागत घटाने के पश्चात का मूल्य हैं इसलिए यदि हम उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड या मोबाइल सेवा लेते हैं तो राजस्व आपके आवेदन शुल्क और प्रारंभिक खरीद के साथ साथ आवर्ती राजस्व भी है और लागतों में मार्केटिंग और क्रेडिट जाँच खाता स्थापित करना इत्यादि सम्मिलित है इसलिए राजस्व वार्षिक शुल्क बिक्री सेवा शुल्क परामर्श का मूल्य और लागत में खाता प्रबंधन बिक्री की लागत और मूल्य हास या अपलिखित करना सम्मिलित है अतः स्पष्ट है यह रेखा इस रेखा को घटाती है यदि यह बढ़ती रहती है तो आप विकासशील संबंधों के सही मार्ग पर हैं परामर्श का मूल्य वास्तव में एक बड़ा गुणक हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं और वास्तव में यह परामर्श प्रणाली एक लहर के समान हो सकता है और इसलिए एक व्यक्ति पांच परामर्श दे सकते हैं और वे पांच व्यक्ति प्रत्येक में पांच व्यक्तियों को ला सकते हैं और वास्तव में नेटवर्क विपणन कंपनियों में से कई इस पद्धति का उपयोग करती हैं पिरामिड विपणन एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं है जो कई देशों में अवैध है लेकिन ग्राहकों का नेटवर्क बनाना क्योंकि आपके सह विपणनकर्ता के रूप में एक बहुत शक्तिशाली शक्तिगुणक हो सकते हैं संभावित और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर यह जानने के लिए कि हमें मूल रूप से यह पता लगाना है कि प्रत्येक लक्ष्य विभाजन में ग्राहक का वर्तमान क्रय व्यवहार क्या है औसत कितने समय तक ग्राहक कंपनी के साथ रहता है यदि वे जीवन पर्यंत ग्राहक बने रहे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर आपको समंको के साथ इसका विश्लेषण करना होगा और फिर इस तरह से आप वास्तव में ग्राहक के आजीवन मूल्य और अपनी तरह के सेवाओं के व्यवसाय में सीएलवी के महत्व को निर्धारित करेंगे इसलिए यदि आप क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय में हैं यदि आप मोबाइल टेलीफोनी के व्यवसाय में हैं यदि आप किसी व्यक्ति के उच्च नेटवर्थ के लिए रिलेशन बैंकिंग के व्यवसाय में हैं तो इन सभी मामलों में दीर्घकालिक संबंध महत्वपूर्ण हैं और आजीवन ग्राहक मूल्य आम तौर पर व्यवहारात्मक मूल्य से बहुत अधिक हैं इस पाठ्यक्रम के लिए हम जिस पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं उसमें अध्याय संख्या 12 पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि संबंध को प्रबंधित करने और निष्ठा के निर्माण से संबंधित अध्याय है तो आप देखेंगे कि हमने संक्षिप्त स्थितियां बताई हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम मूल्य निर्माण करते हैं तो हम इस मूल्य को सामाजिक लाभ के माध्यम से विभिन्न तंत्रों में बना सकते हैं जहाँ आप जानते हैं कि इनकी पारस्परिक मान्यता है इसलिए यदि ग्राहक को नाम से अभिवादन किया जाता है यदि ग्राहक साथ व्यवहार मुस्कान के किया जाता है और हमेशा की तरह यह कहना की प्रोफेसर चटर्जी तो जाहिर है यह सेवा स्थापना मुझे प्रसन्न करती है क्योंकि वे मुझे याद करते हैं मुझे पहचानते हैं और निश्चित रूप से वे सामाजिक लाभ हैं और आप इतना विकसित कर सकते हैं जितना अधिक आप कर पाए अब इन दिनों कई सेवा संगठनों द्वारा इसे नियमित रूप से किया जाता है जो आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देते हैं आपकी सालगिरह पर एक कार्ड भेजते हैं कभी कभी वे ऐसा कर सकते हैं यदि आप उच्च मूल्य वाले ग्राहक हैं तो वे आपको सामाजिक अवसरों पर कुछ उपहार या कुछ फूल भेजेंगे ग्राहक के लिए ये लाभ हैं जो अच्छा लगने का अच्छा मनोवैज्ञानिक एहसास देते हैं और निश्चित रूप से यह सेवा व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है क्योंकि यह अक्सर आवेग क्रय को बढ़ावा देते हैं यह अक्सर बताते है तो अगर आपको अपने जन्मदिन पर एक रेस्तरां से एक ग्रीटिंग कार्ड मिला है जिसे आप अक्सर कहते हैं यह संभावना है कि शाम की पार्टी आप उस रेस्तरां में आयोजित करेंगे और वे कभी कभी कर सकते हैं यदि आपने इसे एक या दो बार किया है तो आपको आश्चर्य नहीं होगा जब वह रेस्तरां आपको आपके जन्मदिन से एक दिन पहले आप को बुलाकर कहे की हम पिछली बार की तरह ही इस बार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और इसी तरह आगे भी वे करते रहें इसलिए आप वार्तालाप के लिए ये अवसर बना सकते हैं वार्तालाप और संचार और यह वार्तालाप और संचार का एक निरंतर फंडा है जिससे इस तरह के रिश्ते को जीवित और उसमें दिलचस्पी बनाए रखी जा सकती है और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं यह सहज प्रतीत हो सकता है लेकिन ये छोटे कार्य आपको निष्ठा और संबंध विकसित करने में यह बड़ा परिणाम दे सकते हैं इसलिए आज मूल रूप से हम किसी भी सेवा विपणन को चाहते हैं आप इस सीढ़ी का न्यूनतम स्तर से दावा करना चाहते हैं कि हमारे पास पर लेन देन का विपणन है जो एक समय एक लेन देन या निकटवर्ती क्षेत्र में लेन देन की कुछ श्रृंखला है फिर उन संबंधों को याद करें जहां लेन देन के विरुद्ध सेवा प्रदाता को कोई जानकारी ना हो स्पष्ट है आपने ग्राहक के बारे में ज्ञान विकसित किया है तो यह एक अधिक ज्ञान आधारित संबंध है और यह केवल तभी संभव है जब आपके संगठन में समंक इकट्ठा करने समंको को प्रारूपित करने और उसे सही समय पर अग्रिम पंक्ति कार्मिक जो सेवा दे रहे हैं को उपलब्ध कराने के लिए आपमें आपके ग्राहक के बारे में सीखने की क्षमता हो और फिर निश्चित रूप से संबंधपरकता से ग्राहक सिफारिश प्राप्त करें अथवा ग्राहक आपके सह विपणनकर्ता के रूप में कार्य करें और यह वांछित स्थिति है और यह सीढ़ी है इसलिए संबंधित पक्षकारों के मध्य आपसी मान्यता और ज्ञान को मान्यता नहीं देने और विस्तारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यही सौभाग्य से करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो इस हेतु अच्छे तकनीकी उपकरण उपलब्ध हैं पहला उपकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है बहुत ही सरल समंक आधारित विपणन यहां तक कि एक साधारण स्प्रेड शीट या एक बहुत ही न्यूनतम समंक भी पुनः विक्रय विक्रय में वृद्धि तथा क्रॉस विक्रय के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते है तो यह आपको इसलिए अनुमति देता है कि ग्राहकों को व्यक्तियों के रूप में या ग्राहक को एक विशेष वर्ग के रूप में समझें या या स्पष्ट रूप में जनसांख्यिकी सूचनाएं साइको ग्राफिक्स और व्यवहार के पैटर्न द्वारा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में अधिक स्पष्ट रूप से समझें इसलिए आप सही समय पर ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं तो आप विक्रय राजस्व में वृद्धि का अवसर निर्मित कर सकते हैं और फिर आमने सामने की बातचीत के अलावा जो जाहिर है सबसे महंगा है आप इसलिए प्रौद्योगिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बातचीत को चालू रखने के लिए कर सकते हैं बी 2 बी व्यवसाय से व्यवसाय मार्केटिंग या उच्च मूल्य विपणन में हम नेटवर्क मार्केटिंग नामक कुछ भी उठाते है जहां वास्तव में हमारे पास केवल सेवा संगठन ही नहीं है लेकिन आपके पास नेटवर्क में वितरकों और सेवा प्रतिनिधियों और अन्य लोगों की तादाद भी है जो एक दूसरे के प्रयास को बनाए रखेंगे इसलिए हार्डवेयर निर्माता सॉफ्टवेयर निर्माता नेटवर्क उपकरण निर्माता वे अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से इस बातचीत को जारी रखते हैं और एक दूसरे को लीड देते हैं इसलिए यह बिक्री इसलिए कोई समंक केंद्र ग्राहक किसी ठेकेदार से संपर्क करता है जोकि समंक केंद्र को टर्नकी सप्लाई करते हैं जिसका मतलब है एक पूर्ण उत्पाद या सेवा के प्रावधान को शामिल करना जो तत्काल उपयोग के लिए तैयार है तो वह आपूर्तिकर्ता स्वयं ही कार्य स्टेशन आपूर्तिकर्ताओं या सर्वर आपूर्तिकर्ताओं या अन्य नेटवर्किंग उपकरण आपूर्तिकर्ताओं या विशेष एयर कंडीशनिंग के साथ संपर्क का नेतृत्व करेगा और करता रहेगा इसलिए आज इनमें से कई व्यवसाय नेटवर्क के रूप में किए जाते हैं और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क भागीदारों के बीच एक संबंध पर आधारित है और इसलिए अब हम ग्राहकों के साथ एक अलग प्रकार के संबंध देखेंगे और इस क्षण से पहले मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि मैं केवल इन्हें सूचीबद्ध करूंगा इसलिए सेवा वितरण की प्रकृति निरंतर हो सकती है और असतत लेनदेन हो सकता है इसलिए इसके भीतर एक संबंध हो सकता है और कोई औपचारिक संबंध नहीं हो सकता है इसलिए स्पष्ट रूप से हम वास्तव में इस ब्लॉक में रुचि रखते हैं कुछ ऐसी सेवाएँ हैं जहाँ संबंध बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर आप रेडियो प्रसारण या टेलीविज़न प्रसारण कर रहे हैं तो औपचारिक संबंध बनाना मुश्किल है लेकिन इन दिनों जैसा कि आप टेलीफोन की शक्ति के साथ देखते हैं और पूरे भारत में फोन की उच्च पैठ के साथ कई रेडियो कार्यक्रमों में अवसर मिलते हैं इसलिए जैसा कि आपके पसंदीदा गाने चल रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं आप जॉकी रेडियो जॉकी के साथ चैट कर सकते हैं और आप वास्तव में एक मान्यता और किसी प्रकार का संबंध बना सकते हैं फिल्म थिएटर में भी आप सामान्य रूप से जानते हैं कि लोग बस वहां जाकर टिकट खरीदते हैं और फिल्म देखते हैं लेकिन अब अधिक से अधिक थिएटर वास्तव में अंशदान आधारित सदस्यता बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए विचार यह है कि अधिक से अधिक व्यवसाय इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपके पास निरंतर बेहतर संबंध हैं कम से कम यदि कोई निरंतर संबंध नहीं है तो प्रत्येक लेनदेन आपसी ज्ञान पर आधारित है जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं हम अगले सत्र में इन प्रक्रियाओं का विवरण देखेंगे